डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम ट्रांज़ैक्शन की स्थिति और मुद्दों के ट्रांज़ैक्शन की मूल अवधारणा पर तकनीकी नज़र रखते हैं समवर्ती निष्पादन में और इस मॉड्यूल में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन से विशिष्ट मुद्दे हैं जो तब होते हैं जब दो या दो से अधिक ट्रांज़ैक्शन समवर्ती रूप से काम करते हैं हमने देखा है कि अब यह संभव है कि वे एक शिड्यूल में निष्पादित हों जो हमें नहीं होने देंगे एसिड के गुणों को सुरक्षित रखें इसलिए हम यह सुनिश्चित करते हुए पेश करना चाहते हैं कि इस तरह के समवर्ती निष्पादन की धारणा हैं और हम विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें विरोधाभासी को सम्मानित किया जाना चाहिए तो सेरिअलिज़ाबिलिटी चर्चा का मुख्य विषय है इसलिए क्रमबद्धता को समझने के लिए हम एक बुनियादी धारणा बनाते हैं हम एक धारणा बनाते हैं कि हर लेनदेन अपने आप में डेटाबेस की संगति को बनाए रखता है यही है यह एक डेटाबेस की लगातार स्थिति में शुरू होता है और इसके निष्पादन के माध्यम से निर्देश है आदेश दिया गया यह डेटाबेस को एक सुसंगत स्थिति में छोड़ देता है जो प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन में संतुष्ट है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं अगर हम क्रमिक रूप से सेट के अनुदेश का निष्पादन करते हैं लेन देन फिर डेटाबेस की स्थिरता हमेशा संरक्षित रहेगी अब समस्या होती है और जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा है कि समस्याएं जब संभवत समवर्ती ट्रांज़ैक्शन होते हैं और हम एक अनुदेश में निर्देश को निष्पादित कर सकते हैं जो एसिड गुणों के उल्लंघन विशेष रूप से संगति की ओर जाता है इसलिए हम कहते हैं कि एक समवर्ती शिड्यूल क्या है जहां ट्रांज़ैक्शन को एक के बाद एक निष्पादित किया जाता है इसलिए यदि आपके समवर्ती प्रणाली में 2 ट्रांज़ैक्शन हैं तो यदि मैं टी 1 करता हूं तो मैं टी 2 करता हूं एक सीरियल शिड्यूल अगर मैं टी 2 करता हूं और फिर मैं टी 1 करता हूं तो यह एक सीरियल शेड्यूल भी है इसलिए अगर मुझे एक समवर्ती शिड्यूल के बराबर होना चाहिए T1 के बाद T1 के बाद या T1 के बाद शिड्यूल पर चर्चा करेंगे अब हम बनाते हैं अब एक ट्रांज़ैक्शन जिसमे सभी विभिन्न प्रकार के निर्देश हो सकते हैं लेकिन हम एक धारणा बनाते है कि हम पढ़ने और लिखने के अलावा किसी भी निर्देश नजरअंदाज करेंगे क्योंकि अन्य ऑपरेशन जैसे हमने एक ऑपरेशन को देखा जहां ए खाते को 50 से डेबिट किया जाता है या खाते को क्रेडिट किया जाता है तो आप 50 घटाते हैं आप 50 को जोड़ते हैं 01 से गुणा करें या इस तरह की चीजें सभी ऑपरेशन हैं जो मेमोरी के स्थानीय बफर में होती हैं और प्रकृति में कभी भी अस्थायी नहीं होती है और ज्यादातर वे इसकी डेटाबेस स्थिति को प्रभावित नहीं करते हैं क्योंकि आपने डेटा पढ़ा है बदलने और इसे वापस लिखने के लिए तो यह एक रीड और राइट है यह कि वास्तव में डेटाबेस के बाद स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं इसलिए यह विश्लेषण की हमारी प्रक्रिया को काफी हद तक सरल करता है तो यह ऐसा है हम मानते हैं कि हर रीड और राइट लिखने और पढ़ने के बीच डेटाबेस ट्रांज़ैक्शन मनमाने ढंग से गणना कर रहे हैं जो सभी स्थानीय बफर में हैं और स्थिति को प्रभावित नहीं करते हैं इसलिए हम यह धारणा बना सकते हैं कि हमारी शिफ्ट शेड्यूल में केवल पढ़ने और लिखने का समावेश है अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कि Ii और Ij ट्रांज़ैक्शन Ti और ट्रांज़ैक्शन Tj से संबंधित 2 निर्देश हैं तो दो ट्रांज़ैक्शन हैं Ti और Tj Ti में एक निर्देश Ii है Tj में एक निर्देश Ij है और हम कहते हैं कि Ii ad Ij यह निर्देश विरोधाभासी करेगा यदि और केवल अगर कुछ आइटम Q है तो कुछ डेटा इकाई Q है Ii और Ij दोनों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें से कम से कम एक निर्देश लिखने का प्रयास करते हैं इसलिए सच्चे ट्रांज़ैक्शन से ये दोनों निर्देश समान डेटा आइटम में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से कम से कम एक लिखने की कोशिश कर रहा है यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि Ii और Ij ये दो निर्देश विरोधाभासी हैं इसलिए आप स्वाभाविक रूप से चार संभावनाओं की गणना कर सकते हैं यदि दोनों अपने स्वयं के विरोधाभासी के मामले हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से सहज रूप से आप यह पता लगा सकते हैं कि चूंकि लेखन परिवर्तन मूल्य है तो उनके बीच एक निश्चित अस्थायी आदेश होना चाहिए इसलिए यदि Ii और Ij एक शेड्यूल में लगातार हैं और वे परस्पर विरोध नहीं करते हैं तब हम Ii और Ij के अस्थायी आदेश को बदल सकते हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वे विरोधाभासी नहीं करते हैं लेकिन अगर वे विरोधाभासी करते हैं तो मैं उनके आदेश क्रम में बदलाव नहीं कर सकता तो यह विरोधाभासी क्रमिकता की धारणा को जन्म देता है इसलिए हम कहते हैं कि यदि कोई शेड्यूल S एक अन्य शेड्यूल S में तब्दील हो सकता है तो वह गैर विरोधाभासी निर्देशों की एक श्रृंखला है तो S और S उस विरोधाभासी के बराबर है तो तुम क्या कह रहे हो हमारे पास दो शेड्यूल एस हैं और हम गैर विरोधाभासी निर्देश को स्वैप करेंगे संभवत गैर विरोधाभासी साथ साथ होने वाले निर्देश और अगर ऐसा करने से यदि मैं शेड्यूल S को प्राथमिक बना सकता हूं तो मैं S और S को उस विरोधाभास के बराबर कहूंगा लेकिन अगर एस और एस कि मैं एस एस को केवल गैर विरोधाभासी निर्देशों की अदला बदली करके नहीं बदल सकता तो वे विरोधाभासी नहीं हैं ध्यान में रखने के लिए दूसरी परिभाषा है एक शिड्यूल क्या है बस आपको याद दिलाने के लिए सीरियल शेड्यूल वह है जिसमें ट्रांज़ैक्शन एक के बाद एक सीरियल तरीके से किए जाते हैं तो एक ट्रांज़ैक्शन के सभी निर्देश पूरे होते हैं फिर दूसरे ट्रांज़ैक्शन के सभी निर्देश पूरे होते हैं फिर तीसरे ट्रांज़ैक्शन के सभी निर्देश पूरे होते हैं इसलिए यदि कोई शेड्यूल विरोधाभासी अनुक्रमिक है ठीक है तो अब हम इसे बेहतर समझने के लिए कई उदाहरणों के लिए समय देते हैं इसलिए हमने शेड्यूल 3 देखा था पहले वाले मॉड्यूल 4 शेड्यूल 3 का उल्लेख करना होगा सर नहीं मुझे खेद है कि यह उस का केवल सार रूप है वास्तविक नहीं क्योंकि पहले की शिड्यूल 3 में हमने सभी पूर्ण अन्य संगणनाओं को भी दिखाया था लेकिन read और write समान है अब यह शेड्यूल 3 को परिवर्तित किया जा सकता है यह वह जगह है जहां आपके पास शेड्यूल 3 है और आप आसानी से देख सकते हैं कि ट्रांज़ैक्शन T1 का हिस्सा फिर ट्रांज़ैक्शन T2 का एक हिस्सा तो शिड्यूल 6 कह रहे हैं जहां टी 1 के सभी निर्देशों के बाद टी 1 के सभी निर्देशों का पालन किया जाता है जो कि एक सीरियल शेड्यूल है इसलिए जब से यह किया जा सकता है हम कहेंगे कि यह विरोधाभासी है और यह देखने के लिए कि यह कैसे होता है तो आप यहां से शुरू करते हैं और मुझे इस निशान को मिटाने और यहां से शुरू करते हैं इसलिए अगर मैं इन दो निर्देशों को देखता हूं जो शिड्यूल 3 में लगातार निर्देश हैं तो मैं उन्हें स्वैप कर सकता हूं वह यह है कि मैं B को पहले read कर सकता हूं और फिर A को read कर सकता हूं मैं B को read कर सकता हूं और मैं स्वैप कर सकता हूं read B और write A और read B और write A स्वैप किया जा सकता है एक बार जब मैंने ऐसा कर लिया है तो मैं बी को रीड ए के साथ स्वैप कर सकता हूं यह A को स्वैप करने के ठीक पहले हो गया है क्योंकि read B और write A या write B read B और read A ये अनुदेश उनके गैर विरोधाभासी नहीं हैं क्यों read B और write A और गैर विरोधाभासी है क्योंकि वे एक ही डेटा आइटम को नहीं पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं क्यों read B और read A गैर विरोधाभासी नहीं है इसलिए मैं अदला बदली कर सकता हूं यह दूसरा मैं कर सकता हूं इसलिए एक बार जब मैं वो करूँगा कि read B यहां आएगा और write नीचे आएगा तो फिर मैं देख सकता हूं कि राइट ए को राइट ए के साथ स्वैप किया जा सकता है दोनों सही हैं लेकिन विभिन्न डेटा आइटमों का जिक्र है इसी तरह write B तब read A के साथ स्वैप किया जा सकता है क्योंकि वे फिर से अलग अलग डेटा आइटम का उल्लेख कर रहे हैं तो मैं यह कर सकता हूं और फिर ये भी सामने आएंगे इसलिए मैं आखिरकार इन 4 स्वैप के बाद यह पूरा शेड्यूल 3 इस सीरियल 6 में बदल जाएगा और हमें एक सीरियल शेड्यूल मिलेगा इसलिए हम कहेंगे कि शेड्यूल 3 विरोधाभासी है यही मूल अवधारणा है जिसे हम यहां स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि बहुत ही सरल उदाहरण से लगता है कि आपके पास दो ट्रांज़ैक्शन T3 और T4 थे और आपके पास यह स्थिति है अब यह विरोधाभासी को सीरियल बनाने योग्य है मुझे T3 के write स्वैप करने की आवश्यकता है जो कि संभव नहीं है क्योंकि ये विरोधाभासी निर्देश हैं वे दोनों एक ही डेटा आइटम Q को एक्सेस करते हैं और वे दोनों write हैं दूसरा विकल्प यह है कि मैं T3 में read लिख सकता हूं कि वे भी विरोधाभासी हैं क्योंकि वे एक ही डेटा आइटम का उपयोग करते हैं और उनमें से एक write है इसलिए मैं इन दोनों में कोई स्वैप नहीं कर सकता जिसका मतलब है कि मुझे इस शिड्यूल नहीं मिल सकती है या तो T3 T4 या T4 T3 के लिए ऐसा नहीं है कि यह शिड्यूल नहीं है इसलिए यह शेड्यूल विरोधाभासी पूर्ण नहीं है यह मुख्य अवधारणा है इसलिए यदि आप विभिन्न उदाहरणों से गुजरते हैं और शुरुआत में ही इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ट्रांज़ैक्शन प्रबंधन के संदर्भ में ट्रांज़ैक्शन प्रबंधन के पूरे अध्ययन में आपकी बहुत आसान प्रगति होगी तो आइए हम आपको अन्य खराब शेड्यूल की संख्या दिखाते हैं और मुझे कुछ और जटिल उदाहरण देते हैं तो यहां दो ट्रांज़ैक्शन ट्रांज़ैक्शन पर विचार करें एक खाते को अपडेट करें जहां खाता आईडी 31414 एक विशिष्ट खाता है और शेष राशि 100 द्वारा डेबिट की जाती है इसलिए यह शेष राशि से 100 डेबिट कर रहा है ट्रांज़ैक्शन 2 में आप खातों को अपडेट करते हैं जहां शेष राशि 1005 बार शेष राशि में बदल जाती है जिसका अर्थ है कि हम 05 प्रतिशत ब्याज दे रहे हैं और यहां कोई खंड नहीं है इसलिए ट्रांज़ैक्शन 2 वास्तव में बदलता है यह शेष राशि सभी खातों में बदल जाती है जबकि ट्रांज़ैक्शन 1 केवल एक खाते में यह डेबिट बनाता है देखते हैं कि उनके संदर्भ में क्या होगा तो चलिए पहले ट्रांज़ैक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2 लिखने का प्रयास करते हैं सबसे पहले read write सार के रूप में तो ट्रांज़ैक्शन 1 यह केवल एक खाते पर काम कर रहा है आइए हम इसे खाता कहते हैं तो यह क्या करता है इसे 100 डेबिट करने के लिए शेष सेट करना है इसलिए इसे पढ़ना होगा यह आर 1 बाय आर 1 ए है हमारा मतलब है कि यह पढ़ा जाता है यहां सबस्क्रिप्ट को संदर्भित करता है तो r1 r के लिए r read के लिए है 1 ट्रांज़ैक्शन 1 के लिए है तो यह ट्रांज़ैक्शन 1 द्वारा पढ़ा जाता है 1 और हम क्या पढ़ रहे हैं हम खाता शेष ए पढ़ रहे हैं हमें मनमाने ढंग से हम इसे ए कह रहे हैं और फिर हमें क्या करना होगा स्थानीय स्तर पर debit करने के बाद हमें इसे वापस लिखना होगा ताकि परिवर्तन हुआ हो तो r1 ट्रांज़ैक्शन 1 है जो बाईं ओर दिखाया जा रहा है इसलिए मैंने आपको वास्तविक एसक्यूएल स्टेटमेंट से दिखाया है आप किस तरह से read write को अमूर्त बना सकते हैं जिसका उपयोग हम क्रमबद्धता के बारे में तर्क करने के लिए करते हैं इसके विपरीत यदि आप ट्रांज़ैक्शन 2 को देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से ट्रांज़ैक्शन 2 में एक खंड नहीं है इसलिए यह प्रत्येक खाते पर यह शेष अद्यतन करता है इसलिए यह खाता A या खाता शेष A पर इस शेष अद्यतन को भी करेगा जिसे हमने ट्रांज़ैक्शन 1 में माना था इसलिए हम यह कहते हैं कि स्वाभाविक रूप से शेष राशि 1005 से शेष राशि को बदलने के लिए हमें read A की आवश्यकता है अगर रीड 2 में किया जाता है तो यह r2 है और फिर मैं मान लेता हूं कि B कुछ अन्य खाता है एक और खाता हो सकता है 100 हजार अधिक खाता हो सकता है लेकिन अभी तक क्रमबद्धता का संबंध है ये सभी A से अलग अन्य खाते हैं इसलिए हम प्रतीकात्मक रूप से सिर्फ एक पर विचार करते हैं अर्थात् शेष राशि के अलावा कुछ अन्य खाता B और स्वाभाविक रूप से यहां परिवर्तन करने के लिए या यहां अपडेट करने के लिए हमें पढ़ना होगा read B r to B और w to B इसलिए ये दो ट्रांज़ैक्शन सरल रूप में हैं कि हम विश्लेषण करना है अब हम ए पर विचार करते हैं हमारे पास ट्रांज़ैक्शन 1 और ट्रांज़ैक्शन 2 के बीच 6 निर्देश हैं इसलिए हम एक शिड्यूल दखल किया गया है और हम मूल बाधा को संतुष्ट करते हैं कि प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन के निर्देश उसी क्रम में होते हैं जिसमें वे मौजूद थे तो इस शेड्यूल में r1 पहले आता है W1 के r2 पहले आता है w2 के और इसी तरह इसलिए उनके मूल आदेश को बनाए रखा गया है लेकिन हमारे पास एक और फिर लिखित शेड्यूल किया गया शेड्यूल S है यदि write पर यदि आप यहां यहां देखतें हैं तो यह शेड्यूल एस है इसलिए हम जो लिख रहे हैं उसमें हम कहते हैं कि A की शुरुआत 200 डॉलर से होती है और B की शुरुआत 100 डॉलर से होती है तो क्या होगा आप पढ़ेंगे आप यहाँ पढ़ेंगे यह पहली चीज़ है r1 तो 200 पढ़ा जाता है तब r2 तो अगर r2 को दोबारा पढ़ा जाए तो क्या होता है और फिर आप w1 करते हैं तो w1 ट्रांज़ैक्शन 1 का write है इसलिए ट्रांज़ैक्शन 1 इस शेष को debit करने के बाद लिखता है यह मध्यवर्ती संगणना है इसलिए जब ट्रांज़ैक्शन 1 लिखता है तो यह उस मूल्य के आधार पर लिखता है जो उसने आर 1 ए में पढ़ा था जो 200 था तब 100 डेबिट हुए तो यह 100 वापस लिखता है फिर अगला w2 है तो w w2 में जो पढ़ा गया है उसके आधार पर ट्रांज़ैक्शन 2 में गणना का परिणाम वापस लिखेगा r2 201 लिखेगा तो स्वाभाविक रूप से ई 2 के रूप में ई के बाद ए के मूल्य को बदल दिया है स्वाभाविक रूप से ए का अंतिम मूल्य 201 होगा तब आपके पास w होने का r है जो 100 पढ़ता है इस शेष को 1005 से बदल देता है यह 1005 हो जाता है तो यह वही है जो हमारे पास होगा जब वास्तव में यह शिड्यूल पूरी होती है इसलिए अगर मेरा मतलब है कि यह क्या हुआ है तो मैंने देखा है कि मैंने खाता ए से 100 डॉलर डेबिट किए हैं जो ट्रांज़ैक्शन 1 था लेकिन यहां मैंने 200 डॉलर के साथ शुरू किया था लेकिन अंत में मेरे पास शेड्यूल के अनुसार जो खाता है वह है ए में शेष है जो 201 डॉलर है जबकि इसमें एक शेष ठीक है लेकिन यह दर्शाता है कि खाता A में 101 डॉलर अधिक है इसलिए अगर इस तरह के शेड्यूल की अनुमति दी जाती है तो स्वाभाविक रूप से बैंक बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगा तो यह शेड्यूल एक गलत असंगत शिड्यूल है यह एक खराब शेड्यूल है आइए हम अन्य उदाहरण लेते हैं अब हम पूछते हैं कि आदर्श शिड्यूल क्या है आदर्श रूप से क्या होना चाहिए आदर्श रूप से स्वाभाविक रूप से हम कर सकते हैं हमारे पास सीरियल कार्यक्रम होंगे दो ट्रांज़ैक्शन हैं तो दो संभावित सीरियल शेड्यूल हो सकते हैं जो पहले T1 होते हैं फिर पूरे T2 होते हैं मुझे खेद है पहले T1 और फिर पूरे T2 या पहले पूरे T2 और फिर T1 और यदि आप चरणों से गुजरते हैं तो यह मानते हुए कि A शुरू में 200 डॉलर है और B 100 डॉलर है ये संभावित परिणाम हैं जो आप स्वाभाविक रूप से देखते हैं जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया था अलग अलग ऑर्डर अलग अलग शेड्यूल आपको अलग अलग परिणाम दे सकते हैं लेकिन वे दोनों सही हैं क्योंकि उनमें से कोई भी एक होगा लेकिन दोनों सुसंगत हैं या तो डेबिट पहले हुआ है फिर ब्याज क्रेडिट या ब्याज क्रेडिट यह पहले हुआ है और फिर डेबिट तो इनमें से कोई भी शेड्यूल स्वीकार्य है लेकिन अंतिम मामले में हमें शेड्यूल एस के रूप में जो मिला है वह स्वीकार्य नहीं है इसलिए हम इसे आप क्रमबद्ध करने के लिए कहेंगे अगर इसका प्रभाव एक जैसा है जैसा कि हमारे यहां दो अनुसूचियों में से एक है तब हम कहेंगे कि क्या यह सेरिअलिज़बॉल है तो फिर से हम यहां एक और उदाहरण शेड्यूल T बनाते हैं तो हम क्या करें हम शेड्यूल लेते हैं जो हमने देखा था कि हम खराब थे और हम इंटरचेंज करते हैं इन दोनों को हम पहले w2 बाद में करते हैं अब आप देखते हैं कि बहुत दिलचस्प चीजें होंगी तो अब आप इस भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं शिड्यूल T के बाएँ भाग पर जहाँ हम यह मान रहे हैं कि A और B दोनों के साथ शुरू करने के लिए 100 डॉलर हैं और फिर इन चरणों से गुजरें r1 ट्रांज़ैक्शन में है 1 r2 ट्रांज़ैक्शन 2 में है तो w2 ऐसा होता है ब्याज 1005 क्रेडिट है और फिर क्या हुआ है w2 उस w1 के बाद यहाँ जो कुछ भी लिखा गया था उसे डेबिट किया गया और वापस लिखा गया है तो जो कुछ भी पढ़ा गया था वह 100 डॉलर है तो आप 100 डॉलर डेबिट करें यह 0 हो जाता है तो ए 0 बन गया है और फिर आपके पास B है जो सही ढंग से चलता है इसलिए चीजें ऐसी दिखती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम हैं कि हम पूरी तरह से ठीक हैं इसलिए पहले उदाहरण से परिणाम एक सीरियल शेड्यूल एक के समान है और इसलिए हम सिर्फ यह सोच सकते हैं कि चीजें अच्छी रही हैं लेकिन यह विशेष मानों के आधार पर सिर्फ आकस्मिक है अब हम उसी शिड्यूल द्वारा एक और निष्पादन पर विचार करते हैं जो इस मान का 200 और 100 का उपयोग करता है अब जैसा कि 200 और 100 के साथ है और हम w1 के बाद w2 करते हैं तो जब r2 100 को 200 पढ़ा जाता है और उस 10 1005 या उस तरह का ब्याज दिया जाता है तो यह 201 हो जाता है और फिर r1 तब आपके पास w1 है अब w1 क्या बदलता है r1 ने 200 पढ़ा था और उसमें से आपने 100 घटाया है तो अब आपके पास w1 है आपके पास 100 इनपुट हैं और इससे आपके पास B निश्चित रूप से नहीं बदलता है इसलिए यदि आप उस पर गौर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि उसका A मान है जो 100 है जो निश्चित रूप से अगर आप पीछे देखते हैं इसलिए 200 और 100 वे मूल्य हैं जो हमने यहां ग्रहण किए थे और आप देख सकते हैं कि शेड्यूल में से किसी में भी A का मान नहीं हो सकता है जो 100 डॉलर का है जैसा कि हमने यहां पाया है यह या तो 10050 हो सकता है या यह 101 हो सकता है लेकिन आपको 100 का मान मिला है इसलिए भले ही कुछ डेटा के साथ एक शेड्यूल क्रमबद्ध है इसलिए न तो एस और न ही सीरियल U फिर से तो आप देख सकते हैं कि ट्रांज़ैक्शन 1 ट्रांज़ैक्शन का निर्देश हो रहा है 1 बीच में कहीं हो रहा है ट्रांज़ैक्शन 2 के साथ और यह आपको मिलता है तो अगर तुम अगर तुम वापस पहले के मामले के रूप में देखो आप पाएंगे कि यह अनुसूचित 2 के समान है इसलिए यह अनुसूचित 2 के समान है इसलिए फिर से मेरा डेटा ऐसा दिखता है कि यह सही है लेकिन हमें वास्तव में यह स्थापित करना होगा कि यह सही है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि शिड्यूल है हम यह कैसे करते हैं हम गैर विरोधाभासी निर्देशों की अदला बदली करते रहते हैं यह वह है जो हम शुरू करते हैं और हम r2 के साथ w1 स्वैप करते हैं यह संभव है कि वे दो अलग अलग डेटा आइटमों का उल्लेख कर रहे हैं फिर हम w 2 को w 1 से स्वैप करते हैं फिर अलग अलग डेटा आइटम फिर हम r 2 को r 1 के साथ स्वैप करते हैं फिर से अलग अलग डेटा आइटम और वे दोनों पढ़े जाते हैं और अंत में हम w2 के साथ स्वैप करते हैं और हम इसे प्राप्त करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि यह ट्रांज़ैक्शन 2 ट्रांज़ैक्शन 1 के बाद है जो schedule 2 है जो है वास्तव में एक सीरियल शेड्यूल है और हम शेड्यूल यू को एक विरोधाभासी के बराबर शेड्यूल 2 में बदलने में सक्षम हैं जो कि सीरियल है इसलिए हम कहेंगे कि शेड्यूल एस और शेड्यूल टी पर हमारे पहले के प्रयास क्रमबद्ध नहीं थे और यू क्रमबद्ध हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी serilizable schedules क्या वे विरोधाभासी serializable हैं नहीं उदाहरण के लिए यहाँ मैंने दिया है इसलिए यहां हम जो हाइलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वह है एक शिड्यूल नहीं भी हो सकती है तो विरोधाभासी क्रमिकता एक मजबूत धारणा है इसलिए यहां मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है जिसे मैं विस्तार से जाने के लिए आपके पास छोड़ता हूं और समझता हूं कि यह दिखाना संभव नहीं है कि यह विरोधाभासी है इस अर्थ में कि आप तीन ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते हैं यहां w1 w2 और w3 हैं और आप इस शेड्यूल में गैर विरोधाभासी निर्देशों को स्वैप नहीं कर सकते हैं और इसे एक सीरियल शेड्यूल में बदल सकते हैं तो यहाँ सीरियल का अर्थ होगा T1 T2 T3 T1 T3 T2 T2 T1 T3 जैसा 6 संभावनाओं में से कोई भी आप इसे उन 6 सीरियल शेड्यूल में से किसी एक के समतुल्य तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकते लेकिन यह वास्तव में एक सीरियल शेड्यूल है क्योंकि बहुत दिलचस्प रूप से भले ही कई लेखन हैं लेकिन बीच में कोई रीड नहीं हैं तो आप आसानी से तर्क कर सकते हैं कि मान वास्तव में ठीक नहीं बदले हैं तो यह क्रमबद्धता की मूल धारणा पर है अब स्वाभाविक रूप से सवाल यह है कि मैं कैसे पता लगाऊं अगर कोई शेड्यूल सीरियल है तो प्रक्रिया एक निर्माण करने के लिए है जिसे पूर्ववर्ती ग्राफ कहा जाता है इसलिए यदि मेरे पास ट्रांज़ैक्शन का एक सेट है तो मैं एक ग्राफ का निर्माण करता हूं एक निर्देशित ग्राफ है जहां कोने ट्रांज़ैक्शन उनके नाम हैं और हम Ti से Tj तक एक ग्राफ खींचेंगे यह मेरा ग्राफ है मतलब एक किनारे होगा एक निर्देशित किनारा है यदि ये 2 ट्रांज़ैक्शन Ti और Tj विरोधाभासी हैं तो अगर Ti Tj विरोधाभासी है वहाँ के बीच में edge होगा और edge Ti से Tj तक होगी अगर Ti डेटा आइटम तक पहुंचता है जो Tj के साथ विरोधाभासी करता है तो अगर Ti एक सिर खीचेंगे अन्यथा यह Tj से Ti तक होगा और हम उस आइटम द्वारा चाप को व्याख्या किया जा रहा है तो यह ए हो सकता है संभव है जिसे पूर्ववर्ती ग्राफ कहा जाता है तो यह शेड्यूल एक विरोधाभासी है स्वाभाविक रूप से यदि कोई चक्र है तो इसका मतलब है कि हमारे जैसा कोई भी यहाँ है अगर वहाँ अगर यह इस तरह एक चक्रीय है तो यह संभव है कि मैं वास्तव में इन नोड्स का एक सामयिक क्रम कर सकता हूं और हम एक सीरियल शेड्यूल पा सकते हैं लेकिन अगर यह एक चक्र है तो स्वाभाविक रूप से मैं शुरुआत में किसी भी ट्रांज़ैक्शन को चक्र में नहीं डाल सकता हूं और बाद में अन्य चीजों को डालूंगा जाहिर है हमेशा विरोधाभासी तो हम आसानी से एल्गोरिदम का विवरण दे सकते हैं चक्र का पता लगाने का काम बहुत आसानी से किया जा सकता है या तो एक सरल तरीके से n वर्ग समय में या जब n प्लस E समय जहां E कई edges है इसलिए यदि पूर्ववर्ती ग्राफ एकरूपता है तो क्रमबद्धता क्रम सरल सामयिक छँटाई द्वारा प्राप्त किया जाएगा मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं कि ये एल्गोरिदम क्या हैं मैं उम्मीद करूंगा कि आप जानते हैं यदि नहीं तो कृपया आप अल्गोरिथम किताब में देखें तो विरोधाभासी क्रमिकता के लिए परीक्षण करने के लिए कदम निर्देशित ग्राफ का निर्माण किया जाएगा तब प्रत्येक ऑपरेशन के माध्यम से जाना आप प्रत्येक ऑपरेशन को read या write के लिए देखते हैं यदि ऑपरेशन एक write है तो इसे खोजें यदि Wi x के डेटा के साथ क्या हो रहा है अलग अलग ट्रांज़ैक्शन में जो बाद में उस निर्देश पर मौजूद हैं अगर कुछ rj होगा Ti से Tj तक यह मैंने पहले कहा है दूसरे मामले में अगर आपका ऑपरेशन ri J से है अगर यह एक read ऑपरेशन है तो आपको इन सभी को अलग अलग ट्रांज़ैक्शन पर केवल X का अधिकार है और फिर आपके पास एक स्वाभाविक रूप से होगा यदि आप अपने वर्तमान ऑपरेशन को पढ़ते हैं और आपको एक लेखन नहीं मिलता है तो एक्स पर अन्य रीड Iहो सकते हैं तो आप किसी भी विरोधाभासी के किनारे को नहीं जोड़ते हैं इसलिए इस ग्राफ पर यदि यह चक्रीय है तो यह विरोधाभासी करेंगे इसलिए यहां मैंने जो किया है वह वास्तव में थोड़ा बड़ा उदाहरण है जहां आप यहां शुरुआत में देख सकते हैं मैंने एक शिड्यूल दी है जिसमें 5 ट्रांज़ैक्शन हैं और इसमें A B C D E 5 अलग अलग डेटा एलिमेंट्स और विभिन्न प्रकार के रीड राइट्स हो रहे हैं तो उसके आधार पर आप एक खाली ग्राफ़ के साथ शुरू करते हैं इसलिए आपके ग्राफ़ में 5 नोड होंगे क्योंकि ये ट्रांज़ैक्शन हैं और फिर आप शिड्यूल के माध्यम से जाते हैं आप पहले एक w 1 A के साथ शुरू करते हैं इसलिए एक डेटा आइटम जिसे आप देख रहे हैं और फिर आप देखते हैं कि यह कौन कर रहा है तो आप देखते हैं कि अच्छी तरह से एक A द्वारा पढ़ा जाता है यहां T2 द्वारा पढ़ा जाता है तो एक विरोधाभासी है तो आप एक किनारे जोड़ देंगे T1 T2 तो इस बढ़त को जोड़ा जाता है फिर आर 2 है और आप A A A A A A को ढूंढते हैं इसलिए A नहीं है इसलिए बाद में कोई write नहीं है तो कोई नया edge नहीं है तो आपके पास w 1 B w 1 B है और यदि आप देखते हैं तो आपके पास r4 है इसलिए r4 कि यह ट्रांज़ैक्शन 4 इसे बाद में पढ़ रहा है तो w1 है तो आप किनारे को जोड़ते हैं T1 T4 T1 T4 आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं आप इसे पूरा काम कर सकते हैं और जब आप अंत में आते हैं तो आपने इस विशेष ग्राफ का निर्माण किया है जो पूर्ववर्ती ग्राफ है और आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यह पूर्वदर्शन ग्राफ एक प्रकार का acyclic है जिसका यहाँ कोई चक्र नहीं है और इसलिए मूल शिड्यूल है और वह यह है कि वह कौन सा क्रम है जिसमें आपको पता चलता है कि आप इसके लिए एक क्रमबद्ध कार्यक्रम क्या है जिसके लिए आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट करते हैं तो टोपोलॉजिकल प्रकार से जिसका अर्थ यह होगा कि कोई पूर्ववर्ती नहीं है तो उनमें से कोई भी पहला नोड हो सकता है अन्य एक अगला नोड हो सकता है तो यह T3 T1 या T1 T3 हो सकता है तो हम कहते हैं कि T3 T1 तब T3 T1 हुआ इसलिए मैं उसके बाद टी 2 या टी 4 में से किसी एक को रख सकता हूं यहाँ मैंने T4 डाला फिर T2 तो इस पर और फिर अंत में T5 तो यह एक संभव सीरियल शेड्यूल है जिसे यह दिया गया शेड्यूल विरोधाभासी serializable है और इसलिए वास्तविक सीरियल शेड्यूल इसलिए यदि आप इस शिड्यूल कार्यक्रम का परिणाम है जो कि T3 T1 T4 T2 T5 है यह वास्तव में यह चैनल कई अन्य शेड्यूल के लिए विरोधाभासी योग्य है क्योंकि आप इस टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग को विभिन्न विभिन्न शिष्टाचारों में कर सकते हैं आप टी 1 के साथ शुरू कर सकते थे और फिर टी 3 कर सकते हैं और फिर बाकी काम कर सकते हैं आप T3 T1 कर सकते थे और फिर T4 T2 करने के बजाय आप T2 T4 कर सकते थे तो आपको कई मिलेंगी लेकिन एक समतुल्य सीरियल शेड्यूल होना एक विरोधाभासी को साबित करने के लिए पर्याप्त है अब इसलिए इसके आधार पर आप कहते हैं कि यह विशेष शेड्यूल विरोधाभासी होगा इसलिए यहाँ इस मॉड्यूल में आप समसामयिक के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को समझ गए हैं जब दो या अधिक ट्रांज़ैक्शन समवर्ती कार्य करते हैं और विशेष रूप से हमने क्रमबद्धता के विभिन्न रूपों के बारे में सीखा है इस मॉड्यूल में हमने विरोधाभासी की बात की है View serializability हम बाद में अपनाएँगे और हमने एक एल्गोरिथ्म सरल एल्गोरिथ्म देखा है जो कि एसाइकल पूर्वता ग्राफ है या नहीं